शुभ प्रभात हम व्याख्यान 7 से शुरू करते हैं हम व्याख्यान 6 का एक त्वरित पुनर्कथन करेंगे मैं इसे कुछ उदाहरणों के रूप में करना चाहूंगा और फिर उस पर निर्माण करूंगा जो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स के डिस्क्रीट टाइम प्रसंस्करण पर हमारी चर्चा को पूरा करना है पिछली बार हमने एक लौ पास फिल्टर को देखा हमने एक डिफ्रेंटिएटर के बारे में भी बात की बस विभक्त के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं और दो और उदाहरण देखें और उसके बाद हम उस टाइम स्केलिंग में जाते हैं जहां आप सैंपलिंग दर को बढ़ाते हुए या सैंपलिंग दर को कम करते हुए देखते हैं और हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अंतर्निहित संभावना है कि आप अलियासिंग हो सकता हैं जो एक विकृति है जिसे आप आसानी से नहीं हटा सकते हैं इसलिए यह वह चीज है जिसे आप ठीक से सावधान रहना चाहते हैं पिछली कक्षा में जो किया गया था उसे दोहराने से अधिक समीक्षा के माध्यम से मुझे केवल उस संकेतन या सम्मेलन का उल्लेख करना चाहिए जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं फिर यह ओपेनहेम और शेफ़र में मानक है कभी भी हम एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं हम वर्ग कोष्ठक का उपयोग करते हैं इसलिए यदि आप देखते हैं कि मान लें कि यह एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तर्क पूर्णांक ठीक है इसलिए n पूर्णांक सेट का एक तत्व है और इसी तरह घुमावदार कोष्ठक हमेशा एक कंटीन्यूअस टाइम को निरूपित करते हैं इसलिए यह हमारा सम्मेलन है और उस मामले में तर्क कुछ ऐसा होगा जो वास्तविक मूल्यवान सेट से संबंधित है इसलिए हम हमेशा इस धारणा का पालन करेंगे कोई विचलन नहीं एकमात्र टाइम जब थोड़ा भ्रम की संभावना होती है कि आप सैंपलिंग दर 1 के साथ डिस्क्रीट टाइम प्रणाली से सैंपलिंग दर 2 के साथ डिस्क्रीट समय प्रणाली जाते हैं इन दोनों को n के रूप में निरूपित किया जाएगा और हमें इसकी व्याख्या करनी होगी लेकिन वर्ग कोष्ठक घुमावदार कोष्ठक की धारणा हमेशा रहेगी हमेशा रहेगीठीक अतः शीघ्र टाइम के माध्यम से डिस्क्रीट टाइम डोमेन में उपयोग किए जाने वाले एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को संसाधित करने के लिए मुझे लगता है कि हमने इसके बारे में लंबाई में बात की है और हम आश्वस्त हैं कि यह ऐसा कुछ है जो एप्लीकेशन के आधार पर फायदे की ओर ले जाएगा ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि डिस्क्रीट टाइम प्रणाली को एल टी आई प्रतिसाद Hejω मिला है और यह कंटीन्यूअस टाइम में इनपुट आउटपुट संबंध से संबंधित है और आप इसे डिस्क्रीट टाइम स्पेक्ट्रम की एक अवधि के रूप में सोच सकते हैं जो आवधिक है और हम मूल रूप से अन्य सभी को हटा रहे हैं और यह प्रदान की जाती है कि एलटीआई प्रॉपर्टी को बरकरार रखा जाता है अब एक डिफ्रेंटिएटर के संदर्भ में हमने देखा कि परिमाण प्रतिक्रिया एक ऐसी चीज है जो 0 से बढ़कर उच्च फ्रीक्वेंसीयों की ओर बढ़ेगी और सकारात्मक फ्रीक्वेंसीयों के लिए फेज π 2 है ऋणात्मक फ्रीक्वेंसीयों के लिए π 2 यदि हमारे पास एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है तो यह आपके फिल्टर की प्रतिक्रिया को भी सीमित करने के लिए पूरी तरह से ठीक है क्योंकि वैसे भी आपके पास उस सीमा के बाहर सिग्नल नहीं है और इसलिए इसे इस तरह से करने का एक फायदा है तो बस इस समस्या को पूरा करने के लिए मुझे सिर्फ आपसे अनुरोध करना चाहिए कि यह परिमाण Hejω है यह तर्क या ∠Hejω है जो मूल रूप से ऐसा करने के लिए है कि हमें इसे बदलना होगा डिस्क्रीट टाइम पर तो यह बन जाएगा यह होगा π और फिर हमारे पास परिमाण Hejω होगा और इसी तरह यह मुझे यहां रंग बदलना होगा यह होगा π और यही तर्क होगा इसलिए मैं इस बैंड लिमिटेड डिफ्रेंटिएटर की इम्पल्स प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहूंगा यह एक बैंड लिमिटेड डिफ्रेंटिएटर है क्योंकि जब मैं इसे समकक्ष Heffj में मैप करता हूं तो यह दिखाएगा कि आपका डिफ्रेंटिएटर केवल परिमित सीमा के फ्रीक्वेंसीयों पर विभेद कर रहा है और सभी फ्रीक्वेंसीयों पर नहीं तो मूल रूप से Hejω की प्रतिक्रिया होगी जो इस तरह दिखती है यह π से π तक जाएगा यह π से π तक है और फिर यह आवधिक है इसलिए आप दोहराव को 2π के संबंध में देखेंगेठीक है इसलिए वह है और वह फेज फिर से सीमा में परिभाषित किया गया है π से π और निश्चित रूप से यह स्वयं को भी दोहराएगा तो आप कर सकते हैं इसलिए इसे देखते हुए मैं इम्पल्स प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहता हूँ hn कि इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं होगा hn12π πHejωejωn dω तो फिर से यह इस तथ्य को पुष्ट करने के लिए है कि हम डिस्क्रीट टाइम फिल्टर के स्पेक्ट्रम दिए जाने के बाद हम इनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं हम इसकी इम्पल्स प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं और मूल रूप से एक बार जब आपके पास स्पेक्ट्रम होता है तो हम इसे कंटीन्यूअस continuous टाइम Heffj से भी संबंधित कर सकते हैं तो आपको इसे दो इंटीग्रल के रूप में विभाजित करना होगा एक को 0 से और दूसरे को -π से 0 तक और यह आपको होना चाहिए hn0 n0 1nnTs n≠0 अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह के फिल्टर को कैसे डिजाइन करूं यह पता चला है कि यदि आप पार्क्स मैकलेलन विधि का उपयोग करते हैं और 4 प्रकार के लीनियर फेज फ़िल्टर हैं तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 यदि आप उपयुक्त प्रकार चुनते हैं तो परिमाण प्रतिक्रिया निर्दिष्ट करें आपको एक फ़िल्टर मिलेगा जो बहुत अधिक संतुष्ट करता है और यह इम्पल्स प्रतिक्रिया निम्नानुसार होनी चाहिए तो हम क्या लाभ उठा रहे हैं इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि हम एनालॉग सिस्टम की तुलना में डिस्क्रीट टाइम प्रणालियों को बहुत अधिक लचीलेपन बहुत अधिक आसानी से डिजाइन कर सकते हैं और हमेशा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यदि इनपुट सिग्नल बैंड लिमिटेड है तो मुझे हमेशा इसका सैंपल लेने की अनुमति है इसे सैंपल डोमेन में ले जाएँ डिस्क्रीट टाइम टूलबॉक्स का उपयोग करें जो हमारे लिए उपलब्ध है और फिर इसे कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में वापस लाएँ ओके तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो अगले एप्लीकेशन या बस इतना है कि आप हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं की तर्ज पर सोचना शुरू करते हैं इसलिए हमें कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल दिया जाता है इसलिए यह यहां दिए गए डेटा हैं यह स्पेक्ट्रम के साथ एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है जो बैंड लिमिटेड है तो बैंड 20 किलोहर्ट्ज़ तक सीमित है इसलिए मैं मान रहा हूं कि आप व्याख्या कर पाएंगे कि 20 किलो हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक एक इनपुट स्पेक्ट्रम है तो कार्य इस प्रकार है सभी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स को हटा दें सभी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स को 5 किलोहर्ट्ज़ से 10 किलोहर्ट्ज़ तक 5kHz≤f≤10kHz की सीमा में कॉम्पोनेन्ट जो कि हमने नीले रंग में छायांकित किया है यह दिखाने के लिए कि वह हिस्सा है जिसे हटाना चाहते हैं और निश्चित रूप से हम संतुष्ट करने के लिए डिस्क्रीट टाइम फिल्टर का उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ सैंपलिंग दर है यह केवल न्यक्विस्ट पर करने का फैसला किया हैं सिर्फ चित्रण 40 किलोहर्ट्ज़ ठीक इसलिए अब मुझे एक डिजिटल फिल्टर डिजाइन करने की आवश्यकता है जो संबंधित स्थितियों को पूरा करे इसलिए यदि मेरी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 40 किलोहर्ट्ज़ है ठीक तो यह मूल रूप से अच्छी तरह से मुझे कड़ाई से बोलना चाहिए इसे 2π 40000 रेडियन प्रति सेकंड के रूप में लिखना चाहिए ताकि कड़ाई से s हो लेकिन जब मैं इसे डिस्क्रीट टाइम में परिवर्तित करता हूं तो मुझे Ω s गुणा करना होगा T s द्वारा और मेरा T s 40 किलोहर्ट्ज़ है ठीक इसलिए मेरी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 40 किलोहर्ट्ज़ है इसलिए हो सकता है कि सुसंगत होने के लिए हम निम्नलिखित करें तो मुझे सैंपलिंग फ़्रीक्वेंसी को परिभाषित करने दें और यह कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी है इसलिए सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 40 किलोहर्ट्ज़ है प्रति सेकंड रेडियन में इसी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 2π 40000 प्रति सेकंड है ठीक तो यह मुझे बताता है कि सैंपलिंग अवधि 140000 हैठीक इसलिए अगर मैं sTs को परिवर्तित करता हूं जो कि 2π होगा तो अगर यह 2π है तो मूल रूप से 40 किलोहर्ट्ज़ 2π होगा 20 किलोहर्ट्ज़ π होगा 10 किलोहर्ट्ज़ π 2 और 5 किलोहर्ट्ज़ pi4 होगा तो संबंधित डिस्क्रीट टाइम फिल्टर एक बैंड स्टॉप फिल्टर होगा मैं 0 से π 4 तक सभी फ्रीक्वेंसीयों को पास करूंगा फ्रीक्वेंसीयों को π 4 से π 2 तक काटूंगा और फिर शेष फ्रीक्वेंसीयों को पास होने की अनुमति दूंगा ठीक तो यह be 42 और होगा इसलिए यदि यह एक वास्तविक मूल्य है तो यह सममित होगा इसलिए मुझे दूसरी तरफ एक और स्टॉप बैंड मिलता है और यह है π इसलिए मूल रूप से यह लो पास फिल्टर होगा जिसे हम डिजाइन करेंगे ठीक तो यह अवलोकन संख्या 1 है इसलिए यह है कि आप एक फिल्टर को कसौटी पर कैसे डिजाइन करेंगे अब बस इतना है कि हम जल्दी से कुछ और अवलोकन करते हैं दूसरा अवलोकन अगर मैंने अपनी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी को 2π60103 रेडियन प्रति सेकंड में बदल दिया है तो इसका मतलब है कि मैंने वास्तव में इसे न्यक्विस्ट से अधिक सैंपलिंग लिया है जो कि 60 किलोहर्ट्ज़ सैंपलिंग दर पर है सैंपलिंग अवधि एक दूसरे के करीब होगी फिर हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि वे कौन सी फ्रीक्वेंसीयाँ होंगी जिन्हें हमें डिज़ाइन करना होगा यह अभी भी एक लौ पास फिल्टर है क्षमा करें यह अभी भी एक बैंड स्टॉप फ़िल्टर है पास बैंड एज 0 से 5 किलोहर्ट्ज़ तक जाता है अब 2π 60 किलोहर्ट्ज़ से मेल खाता है तो 5 किलोहर्ट्ज़ π 6 से मेल खाता है ठीक और 10 किलोहर्ट्ज़ 3 से मेल खाता है और निश्चित रूप से आपके पास π पूरे रास्ते में बहुत लंबा पास बैंड होगा और आप इसे दूसरी तरफ भी खींच सकते हैं इसलिए फिर से इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने अपना सैंपलिंग दर कैसे चुना है मुझे डिजाइन करना होगा इसलिए डिस्क्रीट टाइम प्रणाली के डिजाइन और आपके द्वारा चुने गए सैंपलिंग दर के बीच एक लिंक है जो हम देखते हैं अब अगर मैंने मूल फ़िल्टर रखा था तो यह अवलोकन संख्या 3 है इसलिए यदि मैंने मूल फ़िल्टर रखा था जिसका अर्थ है कि मैंने इस फ़िल्टर को बनाए रखा था तो मूल फ़िल्टर को बनाए रखें जिसका कट ऑफ π 4 से π 2 है जो बैंड स्टॉप भाग है लेकिन मैंने अपने सिग्नल को 60 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपल किया थाठीक इसलिए मैंने स्पेक्ट्रम के किस हिस्से को हटा दिया आपको पुनर्गणना करनी होगी 2π डिस्क्रीट टाइम डोमेन में 60 किलोहर्ट्ज़ से मेल खाती है सही मैं π 2 से काट रहा हूं 2 15 किलोहर्ट्ज़ से मेल खाती है 4 75 किलोहर्ट्ज़ का एक आधा होगा इसलिए अगर मैंने pi4 से पास बैंड के साथ मूल फ़िल्टर लिया था और फिर pi2 से दूसरे पास बैंड तो मैं इसे 60 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपलिंग लेता मैंने वास्तव में स्पेक्ट्रम के एक हिस्से को हटा दिया होता लेकिन मैंने स्पेक्ट्रम के एक अलग हिस्से को हटा दिया ठीक तो यह उदाहरण क्या है उदाहरण के लिए कि आपकी सैंपलिंग अवधि महत्वपूर्ण है डिजिटल फ़िल्टर का आपका डिज़ाइन महत्वपूर्ण है और डिजिटल डोमेन domain में जाने के बाद आपके पास बहुत सारा लचीलापन होता है ठीक इस उदाहरण पर कोई भी प्रश्न है प्रो छात्र की बातचीत शुरू होती है नहीं नहीं यह एक डिजिटल फ़िल्टर का एक डिज़ाइन है इसलिए जब आप अपने डिजिटल फ़िल्टर को निर्दिष्ट करते हैं यदि आप डीएसपी में याद करते हैं तो आप हमेशा -π से निर्दिष्ट या 0 से 2 π तक निर्दिष्ट करेंगे आपको उस सीमा में अपना डिजिटल फ़िल्टर निर्दिष्ट करना होगा यह डिजिटल फ़िल्टर का विनिर्देश है इसलिए आपका प्रश्न बहुत ही मान्य है क्योंकि सिग्नल का स्पेक्ट्रम it तक नहीं जाता है लेकिन यह π से कम के कुछ हिस्से में जाता है क्योंकि आप सैंपलिंग ले रहे हैं लेकिन डिजिटल फ़िल्टर परिणाम को डिज़ाइन किया गया है ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया π से है सही तो डिजिटल फिल्टर डिजाइन और विनिर्देश कड़ाई से इस पर निर्भर नहीं करता है भले ही मैं सिर्फ चर्चा के उद्देश्यों के लिए सिग्नल बदल देता हूं डिजिटल फ़िल्टर π से π तक निर्दिष्ट रहता है इसलिए पूर्णता के लिए मुझे स्पेक्ट्रम के इस हिस्से को भी दिखाना होगा ठीक तो यह होगा π से π अच्छा प्रोफेसर छात्र वार्तालाप समाप्त होता है कोई और सवाल जैसा कि हमने कहा कि जो चीजें हैं उनमें से एक यह मान रहे हैं कि आप रीडिंग असाइनमेंट के संदर्भ में परिचित हैं इसलिए मुझे बस इसका उल्लेख यहां रीडिंग असाइनमेंट के रूप में करना चाहिए हमने कहा कि ओपेनहेम और शेफ़र अध्याय 2जहां हमने सभी अलग अलग अनुक्रमों के प्रकार और उनके जोड़तोड़ या अनुक्रमों के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की थी इसी तरह एक और अध्याय है जो अध्याय 5 है जो एक अध्याय है जिसे हम ट्रान्फ़्राम एनालिसिस कहते हैं तो यह वह जगह है जहां हमने फिल्टर के डिजाइन एलटीआई सिस्टम की प्रतिक्रिया पोल्स और ज़ीरौस को फिर से रखने के बारे में बहुत सारी बातें कीं फिर से हम उस पर फिर से विचार नहीं करेंगे लेकिन सिवाय इसके कि हमारे मल्टीरेट विमर्श में एक उपकरण के रूप में उपयोग करें तो यहाँ एक उदाहरण है जो संभवतः आपको अध्याय 5 में शामिल कुछ कंटेंट्स के बारे में समीक्षा करने या याद करने या अपने आप को ताज़ा करने का मौका देता है फिर से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप उस से परिचित नहीं हैं ठीक तो उसको ब्रश उप करना चाहिए तो यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है जो हम हर टाइम सामना करते हैं हम ईसीजी सिग्नल को देख रहे हैं ठीक ईसीजी सिग्नल आपको शायद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर आपने ईसीजी सिग्नल देखा है तो मूल रूप से इसका कुछ पैटर्न है जो इस तरह दिखता है डॉक्टर 5 अंक पी क्यू आर एस टी की तलाश में हैं और वे स्पेसिंग फ़्रीक्वेंसी हाइट्स और अन्य चीज़ों को देखते हैं और फिर वे व्याख्या करने में सक्षम होते हैं कि एक सामान्य दिल कहे जाने पर कुछ ऐसा जो अनियमित व्यवहार मिला है इतनी जानकारी जो वहां से प्राप्त होती है तो इंटरेस्ट की बैंडविड्थ ईसीजी सिग्नल में इंटरेस्ट की बैंडविड्थ हमें बताएं कि 1 किलोहर्ट्ज़ की सीमा में है 0 से 1 किलोहर्ट्ज़ तो यह मूल रूप से सूचना सामग्री 1 किलोहर्ट्ज़ रेंज में है तो यह सिग्नल है कि यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप आसानी से 2 किलोहर्ट्ज़ से थोड़े अधिक पर सैंपलिंग ले सकते हैं अब इम्पेरमेंट्स हैं जो होती हैं एक नॉइज़ है तो मूल रूप से आप सिग्नल में रुचि रखते हैं जो 0 से 1 किलोहर्ट्ज़ रेंज में है 1 किलोहर्ट्ज़ के बाहर नॉइज़ है तो आपके पास एक एंटी अलियासिंग फ़िल्टर होगा जो सभी अवांछित नॉइज़ को हटा देगा इसलिए एंटी अलियासिंग फिल्टर उस नॉइज़ का ध्यान रखता है जो बाहर है लेकिन एक इन बैंड इम्पेरमेंट्स है जो ईसीजी सिग्नल्स में बहुत सामान्य है जो दाहिने हाथ की तरफ नीले रंग में दिखाया गया है किसी को भी लगता है कि यह क्या है 50 हर्ट्ज इंटरफेरेंस इसलिए मूल रूप से 50 हर्ट्ज का एक सुपरपोजिशन है जो आपकी एसी सप्लाई है और कभी कभी 50 हर्ट्ज के हार्मोनिक्स हो सकते हैं आपके पास 100 हर्ट्ज 150 हर्ट्ज भी हो सकते हैं तो फिर से मान लेते हैं कि हमारे पास 50 हर्ट्ज इंटरफेरेंस है और कार्य एक फिल्टर डिजाइन करना है जो 50 हर्ट्ज को हटा देगा लेकिन बाकी स्पेक्ट्रम के साथ गड़बड़ नहीं करेगा मूल रूप से आप टाइम डोमेन और फ़्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल का अधिक से अधिक संरक्षण करना चाहते हैं तो इस समस्या की फ्रीक्वेंसी डोमेन व्याख्या है कि हम 50 हर्ट्ज कॉम्पोनेन्ट 50 हर्ट्ज इंटरफेरेंस को हटाना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में आप सिग्नल में 50 हर्ट्ज सामग्री को हटा देंगे लेकिन आप कह रहे हैं कि इसे जितना संभव हो उतना संकीर्ण बनाएं तो एक बैंड स्टॉप फिल्टर या एक नौच फिल्टर के रूप में डिजाइन करें तो यह वास्तव में तब कहेगा कि आपको नौच फिल्टर डिजाइन करना होगा 50 हर्ट्ज पर एक नौच के साथ एक नौच फिल्टर और इसे उतना ही तेज करना होगा जितना हम कर सकते हैं ठीक तो आइए हम दो काम करते हैं एक तो हमें समस्या की स्पेक्ट्रल व्याख्या करना है हमारे पास 1 किलोहर्ट्ज़ तक कुछ सूचना सिग्नल हैं तो यह 1 किलोहर्ट्ज़ हैठीक और हमारे पास एक 50 हर्ट्ज कॉम्पोनेन्ट है जो सिग्नल की बैंडविड्थ की तुलना में बहुत कम फ्रीक्वेंसी है एक 50 हर्ट्ज कॉम्पोनेन्ट है इसलिए मूल रूप से यह 50 हर्ट्ज कॉम्पोनेन्ट है और इसलिए यह दिखाई देगा क्योंकि यह एक साइनसॉइड है यह एक इम्पल्स या डीराक डेल्टा के रूप में दिखाई देगा और अगर हार्मोनिक्स मौजूद हैं तो आपको इसे ड्रा करना होगा आइए हम केवल 50 हर्ट्ज के मामले को लेते हैं ठीक इसलिए हम मानेंगे कि हम 2 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपलिंग लेंगे 2 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपलिंग लेंगे हमें इसके लिए एक नॉच फ़िल्टर डिज़ाइन करना होगा इसलिए ट्रांसफॉर्म एनालिसिस कहता है कि अगर मुझे पूरी तरह से एक साइनसॉइड को हटाना है तो मुझे 0 लगाना होगा मेरे ट्रांसफर फंक्शन में उस फ्रीक्वेंसी में 0 होना चाहिए इसलिए मेरे Hz मेरे डिस्क्रीट टाइम फ़िल्टर के ट्रांसफर फ़ंक्शन के पास जो कुछ भी है वह उस फ्रीक्वेंसी पर यूनिट सर्कल पर 0 होना चाहिए तो मूल रूप से इसमें एक ट्रांसफर फ़ंक्शन होना चाहिए जो 0 पर zz0 है ठीक और z0 यूनिट सर्कल पर एक शून्य है तो हम इसे ejθ कहेंगे और क्या है 0 स्थान से मेल खाती है 2π गुना 50 हर्ट्ज के अनुरूप होना चाहिए ताकि यदि आप इसे कंटीन्यूअस टाइम में देखेंगे तो 100π है अब यह वास्तव में डिस्क्रीट टाइम डोमेन में सैंपलिंग हो रहा है इसलिए ωTs तो यह 100π Ts और Ts12000 होगा तो यह डिस्क्रीट टाइम में मूल रूप से कहता है कि थीटा 005π पर होना चाहिए इसलिए the 20 जो भी आप अभी पा सकते हैं तो मूल रूप से यह बहुत करीब है हां मैंने इसे डिजाइन किया है और यह मैंने 0 पर स्थित है मैं एक काम्प्लेक्स इम्पल्स प्रतिक्रिया नहीं चाहता हूं तो मैं क्या करूं 1 z0z 1 जो आपको वास्तविक इम्पल्स प्रतिक्रिया देगा बहुत अच्छा तो अब मैं कहता हूँ कि क्या आप मेरे लिए अपने नौच फिल्टर के स्पेक्ट्रम को स्केच ठीक कर सकते हैं ठीक तो 0 यहाँ और यहाँ स्थित है फ़िल्टर एक अच्छी तरह से काम करता है लेकिन यह वहाँ से झुकना शुरू कर देता है और फिर यह करता है सही यह नौच फ़िल्टर है क्योंकि यही प्रतिक्रिया है तो नौच फ़िल्टर ने संबंधित कॉम्पोनेन्ट को बाहर निकाल दिया इसके साथ सिग्नल के अन्य भागों को भी निकाल दिया जो कि आपने वास्तव में बाकी स्पेक्ट्रम के लिए बहुत नुकसान कर रही है तो स्पष्ट रूप से यह सही विकल्प नहीं है ठीक है यह सही विकल्प नहीं है और इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें मैं आपसे बस कुछ ऐसे संबंधित बिंदुओं के बारे में पूछना चाहता हूं इसलिए अगर मेरे पास 1 z0z 1 और 1 z0z 1 है ठीक है तो ये 0 हैं जो हमने देखा था तो क्या आप बता सकते हैं कि पोल जीरो प्लॉट सिर्फ पूर्णता के लिए कैसा दिखता है तो यह यूनिट सर्किल है ठीक मेरे पास z0 पर एक शून्य है z0 पर एक शून्य है वे दो तरफ होंगे आप उन्हें स्थापित कर सकते हैं ठीक अब क्या यह पूरा हुआ शून्य वहाँ हैं शून्य को मैप करो पोल्स क्या सिस्टम में कोई पोल्स हैं z 0 कितने पोल्स हैं 2 पोल्स इसलिए मुझे यह नहीं भूलना चाहिए तो ये दो पोल्स हैं ठीक तो यह सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें निम्न प्रतिक्रिया है अब जाहिर है कि यह संतोषजनक नहीं था इसलिए अगर मुझे तेज नॉच फिल्टर चाहिए तो अध्याय 5 ओपेनहेम और शेफर से अंतर्ज्ञान कहता है कि मुझे एक 0 मिला है इसलिए प्रतिक्रिया इस तरह है अब मैं इसे तेज कैसे बनाऊं मुझे जहां मैं चाहता हूं वहां बहुत करीब से एक पोल जोड़ना है इसलिए मूल रूप से मुझे कहीं एक पोल जोड़ना होगा आप जानते हैं उस बिंदु के आसपास ठीक है तो हां यह सही सोच है इसलिए मैं अब एक ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन करूंगा जो फॉर्म 1 ejθz 1 का है और संबंधित पोल rejθ हम कहते हैं कि मैंने इसे उसी स्थान पर रखा है ठीक है अब यह काम करेगा 1 rejθz 1 क्या यह काम करता है तो मूल रूप से हम जो कह रहे हैं हम इन पोल को हटा रहे हैं हमारे पास है अगर आप इस पर गौर करें तो मैंने यहां एक पोल और यहां एक पोल लगाया है क्या वह काम करेगा क्या यह आपको एक तेज नौच फिल्टर देता है इसका उत्तर हां है क्योंकि जब आप शून्य के करीब आते हैं तो शून्य उस पर हावी हो जाएगा यह फ़ंक्शन को बाध्य करेगा कहीं भी आप दूर जाएं पोलऔर शून्य कम या अधिक एक दूसरे के परिमाण प्रतिक्रिया के संदर्भ में मेल खाएंगे इसलिए हम प्लॉट बनाएंगे इसलिए आपको जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलेगा वह यह है कि आपके पास शून्य पर एक नौच होगा लेकिन हर जगह यह एक फ्लैट प्रतिक्रिया होगी तो आपके पास एक बहुत तेज नौच होगा ठीक और यदि आप चाहते हैं कि नौच तेज हो तो आपको जो करना है उसे तेज फ़िल्टर करना होगा जो आपको करना होगा आपको यूनिट सर्किल के करीब आर को करना होगा तो यह लगभग एक पोल ज़ीरो कैंसलेशन है हर जगह यह शून्य को छोड़कर एक पोल ज़ीरो कैंसलेशन जैसा दिखता है इस रूप में आप मान सकते हैं कि पोल्स और ज़ीरोस मैच कर रहे हैं इसका मतलब है कि 2 पोल्स हैं 2 ज़ीरोस हैं और केवल एक चीज है यह एक प्रणाली है जो अस्थिर हो सकती है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यह क्वान्टिजेशन प्रभाव या कुछ और के कारण होता है यदि यह पोल्स ऐसा लगता है कि यह यूनिट सर्किल पर गया है या किसी कारण से बाहर है यह एक पोल्स की तरह व्यवहार करता है यूनिट सर्कल के बाहर स्थिरता मुद्दा होगा लेकिन बड़े पैमाने पर यह होगा तो यह एक ऐसी प्रणाली होगी जिसे आप आसानी से उस 50 हर्ट्ज नौच को हटाने के लिए डिजाइन करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से डिजाइन करेंगे ताकि आपका डिस्क्रीट कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल ईसीजी सिग्नल साफ दिखे अब डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जाने का लाभ यह है कि अगर आपको पता चला कि हार्मोनिक हमें कहने दें तीसरे हार्मोनिक 150 हर्ट्ज भी कुछ हद तक छोटे स्तर पर मौजूद है लेकिन इसे अभी भी हटाया जाना है तो आपको बस पोल्स और ज़ीरोस का एक और सेट जोड़ें ताकि आप उस नौच को भी हटा सकें इसलिए अध्याय 5 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि एलटीआई प्रणालियों को कैसे डिजाइन करना है जो हमारे पास है और फिर एक बार हम ऐसा करने में सक्षम हैं कि बहुत सारे दिलचस्प फायदे हैं